यह लेक्चर 35 है आज भी ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिपल इंटीग्रल में हम चेंज ऑफ वेरीअबल्ज़ के बारे में पढ़ेंगे पहले हम एक उदाहरण देखेंगे जहां हम कार्टीज़न को सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलेंगे कोऑर्डिनेट में यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ सबसे पहले हम कार्टीज़न कोऑर्डिनेट मानेंगे और xyz एक बिंदु मानेंगे और xy प्लेन से इसकी दूरी मापेंगे तो अगर xy प्लेन पर इस बिंदु से निकलता हुआ एक प्रपेंडिकूलर चित्रित करेंगे तो यहाँ xy 0 बिंदु से xyz बिंदु तक यह दूरी z कोऑर्डिनेट होगी और y एक्सिस के साथ x एक्सिस से इस बिंदु जो की xyz बिंदु से xy प्लेन पर प्रपेंडिकूलर है तक की दूरी y होगी और यह x कोऑर्डिनेट है यह ओरिजिन से दूरी है यह इस बिंदु पर ओरिजिन है और इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी x है यह x है और y की दिशा में यह दूरी y है और यह z एक्सिस के साथ प्रपेंडिकूलर दूरी z है अब हमें यह देखना है की जब हम इसे सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलेंगे तब rθϕ क्या होगा सफ़ेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में rθϕ कोऑर्डिनेट होते है r ओरिजिन से इस बिंदु तक की दूरी है सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से इस बिंदु तक की दूरी को r से निर्दिष्ट करेंगे और यह दो कोण है कोण और कोण इस x y z बिंदु जो की प्रपेंडिकूलर पर है से xy प्लेन के बीच का कोण है यह कोण x एक्सिस से कोण है यह कोण xy प्लेन पर x एक्सिस और बिंदु xy के बीच बना कोण है कोण z एक्सिस और मूल बिंदु से स्पेस में x y z बिंदु की रेखा के बिच का कोण है एक बार फिर से देखते हैं यह बिंदु x y z जोकि की कार्टिसिअन कोऑर्डिनेट में दिया गया है और अब यह सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट r और से निर्दिष्ट है जहां r मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है और z एक्सिस के साथ कोण बनाता है एक कोण है जो की x एक्सिस तथा xy प्लेन पर ओरिजिन और इस बिंदु जहां से प्रपेंडिकूलर चित्रित किया गया है से पार होती रेखा के बीच में है तो सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट के इस नोटेशन के बाद अब हम ट्रिपल इंटेग्रेशन में चेंज ऑफ़ वेरिएबल्स देखेंगे कार्टीज़न xyz और सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट rθϕ के बीच संबंध इस प्रकार है xrsin cos yrsin sin zrcos ध्यान दें की अगर इसका वर्ग लेंगे यानी कि x2y2z2 लेंगे तो यह r2बन जाएगा यहां किसी डोमेन D पर ट्रिपल इंटेग्रेशन इस प्रकार दिया गया है Dfxyzdxdydz और हमें इसे सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलना है यानी कि xrsin cos yrsin sin और zrcos में पिछले लेक्चर की ही तरह हमें यहां xrsin cos yrsin sin और zrcos सब्सिट्यूट करना है DfxyzdxdydzDfrsin cos rsin sin rcos Jdrdθdϕ अब चूँकि यहाँ वेरिएबल्स को चेंज किया गया है तो इसके साथ यह जकोबियन टर्म अतिरिक्त आएगी तो यह जैकोबियन हमें प्राप्त करना होगा और फिर यह dx dy dz drdθdϕबन जायेंगे और फिर इसके अनुरूप ही हम लिमिटस बदल देंगे और साथ ही डोमेन को r θϕमें वर्णित करेंगे तो यहाँ जैकोबियन क्या है इस परिभाषा पर हमने पहले भी चर्चा की है J∂x∂r ∂x∂θ ∂x∂ϕ ∂y∂r ∂y∂θ ∂y∂ϕ ∂z∂r ∂z∂θ ∂z∂ϕ sin cos rcos cos rsin sin sin sin rcos sin rsin cos cos rsin 0 r2sin अब हमें ध्यानपूर्वक इस जैकोबियन टर्म को इंटेग्रेशन में सब्सिट्यूट करना है जो की चेंज ऑफ वेरीअबल्ज़ के कारण यहाँ प्राप्त की गई है इस जैकोबियन का मान r का वर्ग गुना sin प्राप्त हुआ है अब हम कार्टीज़न बिंदु xyz को सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में तब्दील करते है इसे rϕz से संबोधित किया जाता है यहाँ यह z है जो कि कार्टीज़न में z है वही है यानी की प्रपेंडिकूलर पर यह बिंदु की दूरी xyप्लेन पर तो यह दूरी यानी कि इस कोऑर्डिनेट का तीसरा सदस्य कार्टीज़न कोऑर्डिनेट के सेट का तीसरा सदस्य ही है यह सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट से मिलता है यानी कि चित्र में दिया गया यह वाला कोण यह कोण x एक्सिस और xyप्लेन पर xyबिंदु को जोड़ती हुई रेखा के बीच का कोण है यह r इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी है सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में यह r इस बिंदु से दिए गए बिंदु तक की दूरी थी लेकिन यहाँ सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में यह अंतर है कि यह r दूरी xy प्लेन पर है चूँकि यह xy प्लेन पर पोलर कोऑर्डिनेट है x का संबंध इस प्रकार है xrcos और y का संबंध yrsin है पोलर कोऑर्डिनेट में इसे से संबोधित करते थे यहाँ इसे से संबोधित करेंगे यहां संबंध पहले की ही भाँति रहेंगे यानी कि xrcos और yrsin है तथा zकोऑर्डिनेट कार्टीज़न कोऑर्डिनेट के बराबर है तो यह है आसान से संबंध जिन से सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट को वर्णित किया जाता है और संबंध x2y2r2पोलर कोऑर्डिनेट से ही प्राप्त होता है तो अगर यहाँ ट्रिपल इंटेग्रेशन की बात करें और उसमे चेंज ऑफ वेरीअबल्ज़ देखें तो हमें वेरिएबल्स में यह बदलाव करने होंगे xrcos और yrsin तथा z बराबर z तो यहां सीधे तौर पर इन्हे सब्सिट्यूट किया गया है यानी कि xrcos और y को rsin से बदला गया है तथा zवही है DfxyzdxdydzDfrcos rsin zJdrdϕdz तो यह थे सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट अब इस बदलाव के लिए हम जैकोबियन प्राप्त करेंगे जो इस मेट्रिक्स के डेटर्मिनेन्ट से प्राप्त होता है J∂x∂r ∂x∂ϕ ∂x∂z ∂y∂r ∂y∂ϕ ∂y∂z ∂z∂r ∂z∂ϕ ∂z∂z cos rsin 0 sin rcos 0 0 0 1 r चूँकि यहाँ z में कोई बदलाव नहीं था तो इसलिए यह केवल पोलर कोऑर्डिनेट जैसा ही है क्यूंकि यहाँ x और y में बदलाव है लेकिन z में नहीं है यहाँ भी पोलर कोऑर्डिनेट की भांति जैकोबियन rप्राप्त होगा तो जब हम ट्रिपल इंटेग्रेशन में बदलाव लाएंगे तो यहाँ xबराबर rcos होगा y बराबर rsin होगा और z वही रहेगा यह गुणक r जैकोबियन है और dx dy dz बन जायेगा drdϕdz अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जहां हम सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट को तब्दील करेंगे हमें इंटेग्रेशन ∭Dzx2y2dxdydz Dx2y2≤12≤z≤3 का मूल्यांकन प्राप्त करना है यहाँ इंटिग्रांड zx2y2dxdydzदिया गया है डोमेन D x2y2≤1दी गई है तो यह एक सिरकुलर डिस्क है और फिर zभी 2 से 3 तक वेरी हो रहा है तो यहाँ z सीधे सीधे 2≤z≤3रहेगा और xy प्लेन पर x2y2≤1यह सिरकुलर डिस्क होगी तो यह सिरकुलर सिलेंडर है जिसका अर्धव्यास 1 है और यह z की दिशा में 2 से 3 तक वेरी हो रहा है यह यहाँ पर चित्रित किया गया है यह x y और z कोऑर्डिनेट है और z बराबर 2 से लेकर 3 तक इस सिलेंडर की ऊंचाई है और यह सिलेंडर की धुरी भी है और फिर यह x2y21 सिरकुलर डिस्क है तो सिलेंडर का अर्धव्यास 1 है और ऊंचाई 2 से 3 तक है यहाँ सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करना स्वाभाविक है क्यूँकि यहाँ सिलेंडर ही दिया गया है तो ऐसी स्थिति में सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करना समस्या को आसान कर देता है यहाँ यह संबंध है xr yrsin और zz पहले की ही तरह है हमें पहले से ही पता है की x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर के चूँकि हमने वेरिएबल्स को चेंज किया है इसलिए जैकोबियन r भी प्राप्त किया गया है जो की सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट में है इसे हमने पिछली स्लाइड में प्राप्त कर लिया था अब यह इंटेग्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट में वर्णित किया जाएगा तो यहाँ पर यह r जैकोबियन के लिए है उसके बाद dr d और d है जिन्हें की dx dy dz की जगह पर लिखा गया है यह जैकोबियन है तो अब हम इंटिग्रांड के बारे में विचार करेंगे यहाँ z ऐसे का ऐसा ही है और x2y2 बराबर r2बन गया है अब हम rकी लिमिट देखेंगे यह साफ़ है की हमे पहले zकी लिमिट तय करनी है जो कि आसानी से पता चलती है क्यूंकि z 2 से 3 तक वेरी होती है तो यह zकी लिमिट है 2 से 3तक zकी लिमिट तय करने के बाद अब हम सरफ़ेस को xy प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे जिससे एक सिरकल प्राप्त होता है तो z की लिमिट निश्चित करने पर अब हमे सिरकल के पोलर कोऑर्डिनेट तय करने है जो कि हमें पहले से ही पता है rबराबर 0 से 1तक है जो कि सिरकल का अर्धव्यास है यानी कि r0 से 1तक वेरी होता है और फिर थीटा है जो कि 0 से 2πतक बदलता है यानी कि पुरे सिरकल पर थीटा घूमता है चूँकि यह सिलेंडरिकल कोऑर्डिनेट है तो यह थीटा की बजाये है तो यह 0 से 2πतक बदलता है अब हमें जैकोबियन का भी मूल्यांकन करना है क्यूंकि हमने वेरिएबल्स में बदलाव किया है Iz23ϕ02πr01zr2rdrdϕdz Iz23ϕ02πr01zr2rdrdϕdz z23ϕ02π14zdϕdz 2π4z23zdz 5π4 अब हम एक और उदाहरण देखेंगे जिसमे हमे सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में इंटेग्रेशन को बदलना है 0101 x2x2y211x2y2z2dzdydx हमें इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए इसे सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलना होगा यहाँ भी हमें यह ध्यान देना होगा की लिमिटस क्या है

04dϕ 2 14 अब इस आखिरी उदाहरण में भी हमें इंटेग्रेशन का मूल्यांकन करने के लिए इसे सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलना होगा 0101 x201 x2 y211 x2y2z2dzdydx सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए हमे इन लिमिट्स की ज्योमेट्री देखनी होगी सबसे अंदर की लिमिट में z 0 से 1 x2 y2 तक बदलता है यानी की x2y2z2 बराबर 1 है इसका मतलब यह है कि हम z की दिशा में 0 से इस सफ़ियर जिसका अर्धव्यास 1 है की ओर बढ़ रहे है तो हम z की दिशा में 0 से इस सफ़ियर की ओर बढ़ रहे है जब इस सफ़ियर को xyप्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे तब इस y और x की दिशा में यह केवल एक सिरकल है इस से x की लिमिट प्राप्त होती है जो कि 0 से 1 तक है और y की लिमिट प्राप्त होती है जो कि 0 से 1 x2 तक है एक बार फिर से देखते है xyप्लेन पर सिरकुलर भाग की वजह से हमें y और x की लिमिट प्राप्त होती है और z की दिशा में हम 0 से सफ़ियर तक बढ़ते है यहाँ भी इंटेग्रेशन को सफ़ेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलना स्वाभाविक है

और फिर चरों के बदलाव के लिए जैकोबियन का सिद्धांत भी देखा यहाँ ट्रिपल इंटेग्रेशन में सबसे कठिन भाग लिमिट्स को निर्धारित करना है लेकिन अगर उचित बदलाव किये जाएं तो इस से मूल्यांकन आसान हो जाता है